ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन के बारे में चर्चा करेंगे इसलिए इस मॉड्यूल का उद्देश्य विभिन्न क्लासेस को समझना होगा इसलिए हम संक्षेप में क्लासेस

तो आइए हम एक उदाहरण के साथ शुरू करें तो आपके संदर्भ के लिए यह पिक्चर्स हैं वास्तविक स्टेटमेंट कैसे है "Petal is a part of both kinds of flowers" पंखुड़ी दोनों प्रकार के फूलों का एक हिस्सा है Daisy हो या Rose हो Petal उनका हिस्सा हैं ये लेडीबग्स करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए यदि हम इन 5 स्टेटमेंट्स के बारे में बात की है इसलिए इन सिद्धांतों का पालन करते हुए हम आसानी से कह सकते हैं कि ये क्लासेस लेते हैं कि Daisy और Rose दोनों Flower के प्रकार हैं वे Flower के प्रकार हैं वे चमकीले रंग को साझा करते हैं और उनके पास सुगंध है तो हम अक्सर इस रिलेशनशिप है कि वे एक Daisy की तुलना में Rose के साथ संबंधित हैं निश्चित रूप से Red Roseऔर Yellow Rose के बीच समानता Red Rose और Daisy के बीच की तुलना में बहुत अधिक है तो यह फिर से व्यक्त हो जाएगा यह सिमेंटीक कनेक्शन का वर्णन करता है शायद ही हमें ऐसे Flower मिले जिनमें Petals नहीं होते हैं और अगर हम कुछ Petals को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एक Flower था जिस से Petal गिर गई हैं तो हम उस तरह के रिलेशनशिप Ladybugs और Aphids को Aphids विशेष रूप से Pest होंगे अगर हम उस पर गौर करते हैं तो इनमें पिछले प्रकार का कोई रिलेशनशिप को भी मॉडल करना चाहते हैं और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें बस आपको सवाल करने के लिए क्या Roses और Candles संबंधित हैं बेशक Ladybugs और Aphids के बीच समानताएं Roses और Candles के बीच समानताओ से अधिक हैं क्योंकि आप कह सकते हैं कि Ladybugs और Aphids दोनों अपनी आजीविका के लिए Plants पर निर्भर करते हैं लेकिन हम यह भी पा सकते हैं कि कुछ संदर्भों में Roses और Candles संबंधित हो सकते हैं क्योंकि दोनों खाने की मेजडाइनिंग टेबल पर होते हैं तो रिलेशनशिप के बीच भी बहुत समान तरीके से घटित होंगे आगे बढ़ते हुए हम पहले प्रकार के रिलेशनशिपहोता है तो हम कह रहे हैं कि एक Daisy है और एक Flower है इसलिए उनके बीच एक रिलेशनशिप नहीं होते है लेकिन जैसे हम डिजाइन में आगे बढ़ते हैं बाद के चरणों स्टेजेस प्रकार के रिलेशनशिप का रूप ले लेगा जबकि Ladybug और Flower का रिलेशनशिप अभी भी समान रूप से पहचाना जा सकता है इसलिए एसोसिएशन को खोजने में सक्षम हो सकते हैं अब एसोसिएशन में अक्सर रिलेशनशिप्स खरीद रहे हैं इसलिए buying की तरफ एक Order है और क्रेडिट कार्ड की तरफ एक Transaction होता है इसलिए अगर यह Order 1000 रुपए का है तो आपको क्रेडिट कार्ड पर 1000 रुपए का Transaction होगा इसलिए यदि हम Sale ऑब्जेक्ट पर होने वाले Order की पहचान करते हैं जिसे व्यापारी ने आपको बेच दिया है CreditCardTransaction एक ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट है जिसके माध्यम से आपने वास्तव में व्यापारी को भुगतान करने की सुविधा प्रदान की है तो आप पहचान करेंगे कि हर Order हर Sale जो आप करते हैं हर buy जो आप उस Sale ऑब्जेक्ट से करते हैं उसके संगत आपके पास एक CreditCardTransaction ऑब्जेक्ट होना चाहिए प्रत्येक CreditCardTransaction के लिए एक Sale होना चाहिए प्रत्येक Sale के लिए एक CreditCardTransaction होना चाहिए अगर यह सिनेरियो है तो आप कहते हैं कि यह एसोसिएशन one to one है यह इस Sale क्लास के बीच और इस CreditCardTransaction क्लास के बीच है इस क्लास का एक इंस्टांस के साथ जुड़ा होगा और इसके विलोमक्रम में भी ऐसा ही होगा जबकि कुछ मामलों में यह अलग हो सकता है उदाहरण के लिए एक Order पर विचार करें आप फिर से buying कर रहे हैं आप order कर रहे हैं अब अक्सर हम एक ही Item नहीं खरीदते हैं हम Item1 खरीदेंगे फिर हम Item2 Item3 इसी तरह अन्य Item खरीदेंगे तो हम उन सभी को उठाकर एक साथ Cart में रख देंगे और फिर उस पूरी चीज़ को एक साथ खरीद लेंगे इसलिए यदि मैं देखता हूं तो LineItem क्लास द्वारा मॉडल करता हूं अगर मैं प्रत्येक Item को Order में रखता हूं और अगर मैं इस पूरे Order को मॉडल करता हूं तो उनके बीच many to one रिलेशनशिप है एक Order ऑब्जेक्ट इंस्टांस में एक या दो या अधिक LineItem होंगे और जो यहाँ चित्र में दर्शाया गया है यहाँ इस तरह 1 है जो कहता है कि एक Order है और इस ओर एक नंबर है यदि आप इसे ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो यह मूल रूप से 1 है तो इसका मतलब यह है कि आप चाहते हैं कि रेंज 1 से 5 है यह एक विशेष स्थिति है जो कहती है कि यह one to many हैं ऐसे एसोसिएशन को one to many एसोसिएशन कहा जाता है और फिर अंत में many to many एसोसिएशन हो सकते हैं आप किसी भी Sales सिनेरियो के बारे में सोच सकते हैं और जिसमें अलग अलग Customers और अलग अलग SalesPerson हो सकते हैं स्वाभाविक रूप से हर Customer कई अलग अलग SalesPerson के साथ काम कर रहा हो जैसे कहीं किराने का सामान खरीद रहा है कहीं कपड़े खरीद रहा है कहीं इलेक्ट्रानिक सामान खरीद रहा है इत्यादि इसी तरह SalesPerson भी कई अलग अलग Customer के साथ काम कर रहे हैं है इसलिए अगर मैं यहां एक ऑब्जेक्ट लूँ और अगर मैं यहां ऑब्जेक्ट लूँ तो कोई यूनीक रिलेशनशिप नहीं हो सकता है एक Customer ऑब्जेक्ट एक या अधिक SalesPerson ऑब्जेक्ट से संबंधित हो सकता है और बदले में एक SalesPerson ऑब्जेक्ट एक या अधिक Customer ऑब्जेक्ट्स से संबंधित होगा यही कारण है कि इस तरीके से नामित किया गया है ये many to many एसोसिएशन हैं इसलिए जब भी हम एक एसोसिएशन का चित्रण करते हैं यदि संभव हो तो हम दोनों पक्षों के रिलेशनशिप की कार्डिनैलिटी को सामने लाने की कोशिश करेंगे निश्चित रूप से इस मामले में यह स्पष्ट रूप से स्लाइड में उल्लेख नहीं किया गया है लेकिन मैं एक नोट कराना चाहूंगा कि हम यहां केवल साधारण बायनरी रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं जहां हमेशा दो क्लासेस के बीच रिलेशनशिप है लेकिन ternary एसोसिएशन भी हो सकता है जिसका अर्थ है कि तीन अलग अलग क्लासेस एक साथ एक दूसरे से संबंधित हो सकती है हम अगले रिलेशनशिप पर चलते हैं जिसके बारे में हम पहले से ही जानते हैं हमने इस बारे में कोर्स के लगभग शुरुआत से ही बात की है हमने इन्हेरिटेंस का कंसेप्ट उन क्लासेस के संदर्भ में बहुत समान है जिनसे ऑब्जेक्ट्स वास्तव में उत्पन्न होते हैं इसलिए जैसा कि आप जानते हैं कि इन्हेरिटेंस कहा जाता है यदि आपको OOP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अनुभव है तो आपको अन्य सामान परिभाषाएंइक्विवेलेंट डेफिनेशंस को देख सकते हैं जिसमें दर्शाया गया है कि Daisy IS A Flower अब शब्दार्थ के आधार परसिमेंटीकली हो सकती है

इसलिए यदि हम एक सिंगल हैरारकीकल इनहेरिटेंस करने के लिए एक मैकेनिज्म है यह कुछ ले जाने में सक्षम होना चाहिए और यहाँ निहित है जिसे अलग से उल्लेखित नहीं किया गया है लेकिन यह भी निहित है कि Vehilcle भूमि हैं हमने कहा कि TwoWheeler एक Vehicle है क्योंकि TwoWheeler Vehicle की सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई की आवश्यकता होती है तो यह कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज हैं जो एक TwoWheeler के पास होना चाहिए तब हम यह कह सकते हैं कि TwoWheeler में पुनः एक BiCycle या MotorBike हो सकते हैं उन दोनों में बहुत सारी चीजें समान होगी जैसे दो पहिए संतुलन की आवश्यकता लेकिन TwoWheeler Vehicle को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा के स्रोत को स्पेसिफाई नहीं करता है जब आप इस स्तर पर आते हैं तो ऊर्जा का स्रोत मूल रूप से हमें एक BiCycle TwoWheeler और एक MotorBike TwoWheeler के बीच अंतर करता है BiCycle TwoWheeler को मैन्युअल रूप से संचालित किया जाता है और एक MotorBike TwoWheeler को किसी प्रकार के ईंधन जैसे डीजल पेट्रोल या अन्य से चलाया जाता है यह दर्शाता है कि कैसे प्रॉपर्टीज स्पेशलाइज नहीं है

तो निश्चित रूप से ये क्लासेस मौजूदएग्जिस्ट करती हैं क्योंकि ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो इन क्लासेस के लिए एग्जिस्ट करते हैं लेकिन बहुत दिलचस्प बात यह है कि ये अन्य क्लासेस हैं ये चार क्लासेस जो लीफ क्लासेस करना संभव नहीं है अब इस स्टेटमेंट से चौंकिए मत क्योंकि पिछले मॉड्यूल में ही हमने उल्लेख किया था कि क्लासेस के ऐसे इंस्टांसेस हैं जो ऑब्जेक्ट्स हैं लेकिन यहां हम कह रहे हैं कि कुछ क्लासेस संभव है और यह क्लासेस केवल इनहेरिटेंस हैरारकी नहीं कह सकता कि मेरे पास एक ThreeWheeler क्लास का एक ऑब्जेक्ट है लेकिन मैं कह सकता हूं कि मेरे पास BiCycle क्लास का एक ऑब्जेक्ट है क्योंकि यह एक लीफ नोड करता है इसलिए एक BiCycle ऑब्जेक्ट में एक TwoWheeler ऑब्जेक्ट सभी प्रॉपर्टीज होंगी लेकिन अगर मैं लीफ लेवल हैं जो हमेशा बनी रहेंगी और यहां सभी नॉन लीफ क्लासेस हो

तो इस संदर्भ में मैं दो और धारणाएँ नोशन भी हो सकता है इसलिए एक उदाहरण के रूप में हम बताएंगे कि अगर हमारे पास एक सुपर क्लास Bird है और मैं कहता हूं कि Eagle IS A Bird तो निश्चित रूप से Eagle में कुछ प्रॉपर्टीज है हम कह सकते हैं कि Sedan IS A Four wheeler एक एक्सटेंशन है क्योंकि Sedan में वह सभी प्रॉपर्टीज है जो एक FourWheeler के प्रॉपर्टीज है इसके अलावा इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं जैसे संभवतः एक अच्छा बुटीक एक अच्छा एयर कंडीशनर इत्यादि और जो एक FourWheeler के लिए आवश्यक नहीं है दूसरी तरफ कुछ मामले हैं जैसे हम कहते हैं कि Ostrich IS A Bird जैसा हम सभी जानते हैं कि Ostrich उड़ नहीं सकता है जबकि एक Bird उड़ सकता है इसलिए जब हम कहते हैं कि Ostrich IS A Bird तो मैं वास्तव में Bird के कुछ प्रॉपर्टीज को बराबर होना चाहिए जबकि Rectangle के लिए ऐसा नहीं है इसलिए जब आप स्पेशलाइज के बारे में चर्चा करेंगे